मानव जीवन एवं भाषा पर हम अपनी चर्चा आगे बढ़ाते हैं इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार आपको लिंगुइस्टिक्स को एक विषय के रूप में अपनाना है और आइए अब देखते हैं कि साहित्य में इतिहास को किस प्रकार वर्णित किया गया है शोध अथवा व्याकरण के संदर्भ में भाषा को अग्र स्थान पर रखने हेतु हमें यूनानियों को इसका श्रेय देना चाहिए आरंभ में यह पारंपरिक व्याकरण के अध्ययन से शुरू हुई और यूनानी इसमें अग्रणी थे यूनानियों को उन बातों पर कौतूहल का वरदान था जिसे अन्य लोग लापरवाही से लेते थे हम कह सकते हैं कि गैर यूनानी शायद भाषा पर अधिक ध्यान नहीं देते हैं यह हमारे लिए स्वतः प्रक्रिया है अतः हम इसके संबंध में अधिक विचार नहीं करते किंतु यूनानियों में अन्वेषण की अभिवृत्ति अंतर्निहित थी जिसने मानव अधिगम को योगदान देने में उनकी बहुत सहायता की भाषा ऐसी ही क्यों होती है वे इस पर आश्चर्य चकित होते थे वे दृढ़तापूर्वक भाषा के इतिहास उद्भव एवं विकास के संबंध में निरंतर एवं बे धडक चिंतन करते रहे भाषा के इतिहास उद्भव एवं विकास के संबंध में कोई भी अन्य सभ्यता या समाज इतनी मुखर नहीं रही ये यूनानी ही हैं जिन्हें इस कार्य के लिए श्रेय मिलना चाहिए हालांकि यहाँ एक बात सीमित थी और वह यह थी कि यूनानियों ने केवल अपनी भाषा का ही अध्ययन किया था उन्होंने और कुछ अध्ययन नहीं किया क्योंकि उस समय संभाषण व्यवस्था इतनी व्यापक नहीं थी जितनी आज है वह प्राचीन स्वर्ण काल था किंतु उस समय उनकी किसी अन्य भाषा तक पहुँच नहीं थी और इसलिए यूनानी छात्रों ने केवल अपनी ही भाषा का अध्ययन किया परिणामत यूनानी भाषा की संरचना को सर्वव्यापी मानव विचार माना जाने लगा जो कि उचित नहीं था यह ब्रह्मांड यूनानियों तक ही सीमित नहीं था क्योंकि यूनानी छात्रों ने केवल अपनी ही भाषा पढ़ी अतः एक अनुमान बन गया कि सभी मानव भाषाएँ या विचार यूनानी विचारों के आस पास केन्द्रित हैं तो यूनानी अध्ययन में यही एक कमी या सीमा है किंतु एक अच्छी बात यह भी थी कि उन्होंने भाषा का अध्ययन बहुत ही विस्तृत रूप में किया 18वीं शताब्दी तक भाषा से संबंधित बड़े सामान्यीकरण मैं कोई उन्नति नहीं हुई क्योंकि तब मुश्किल से ही कोई भाषा शोध होता था या लिंगुइस्टिक्स रिसर्च होती थी भाषा के प्रति कोई रुचि या जिज्ञासा भी बहुत कम थी मुझे हमेशा इसे दोहराना पड़ेगा कि भाषा हमारे लिए एक बहुत ही सामान्य सी बात है क्योंकि हम सभी कोई न कोई भाषा बोलते हैं अतः हम इसे कुछ हल्के में ले लेते हैं 18वीं शताब्दी तक इन सभी यूनानी सामान्यीकरण पर कार्य नहीं हो सका या कहें कि इनमें सुधार नहीं हो सका इसके पश्चात विद्वान इस पर अधिक कार्य करने लगे एवं इन्होंने भाषा को देवताओं का उपहार समझना बंद कर दिया यह समझा जाने लगा कि यह ईश्वर के द्वारा प्रदत्त नहीं है भाषा के बारे में ऐसा सोचना वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है बल्कि यहाँ अनेकों सिद्धांत हैं जो भाषा के उद्भव से संबंधित हैं और जब आप मध्ययुगीन काल में भाषा की चर्चा करते हैं तो कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से पारंपरिक लैटिन भाषा ही अग्रणी थी क्योंकि यह पुस्तकों में उपलब्ध थी लैटिन एक समय में बहुत प्रभावशाली भाषा थी इसके पश्चात नवचेतना के साथ मध्य युग प्रारम्भ हुआ और यूनानी भाषा का पुनः प्रवर्तन हुआ इसके साथ ही हिब्रू व अरेबिक भाषाएँ भी जुड़ गईं तो ये पारंपरिक भाषाएँ हैं और ये प्राचीन भाषाएँ हैं जिन्होंने हमें भाषा संरचना पर बहुत सी जानकारियाँ दीं भाषा विज्ञान में हम जो भी योगदान देखते हैं उसके एक बड़े खंड का श्रेय वास्तव में यूनानी हिब्रू एवं अरेबिक विद्वानों को जाता है जिन्होंने अपनी स्वयं की भाषाओं का विशाल एवं विस्तृत अध्ययन किया वास्तविक रूप में इस कारण से नयी पीढ़ी के शोधकर्ताओं को भाषा को गंभीरता से लेने में बहुत सहायता मिली किन्तु इसका एक दोष यह भी था कि इस प्रकार के अन्वेषणों ने कई भाषाओं के बारे में केवल सतही ज्ञान ही दिया लोग वास्तव में बहुत विस्तार में नहीं गए भाषा का अध्ययन सतही ही रहा आइए अब देखते हैं कि किस प्रकार भाषाएँ एक दूसरे के संपर्क में आयीं किस प्रकार इन्होंने एक दूसरे को प्रभावित किया और किस प्रकार संसार में लोगों ने एक दूसरे की भाषाओं को जाना प्रमुखतः हमें इसका श्रेय पर्यटकों को देना चाहिए वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक एवं एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक शब्दसागर लाये पर्यटक ही थे जिन्होंने भाषा को विकसित होने में सहायता की जिन्होंने भाषा को नए नए शब्द दिये एक बड़ा कार्य जो मिशनरी ने किया वह था धार्मिक पुस्तकों का स्थानीय भाषा में अनुवाद यह उनका उत्तम कार्य था जिससे स्थानीय भाषा को पहचान मिली उनका उद्देश्य अलग था उनका उद्देश्य धर्म से संबंधित था किन्तु इस कार्य के दौरान अनेकों स्थानीय भाषाओं को काफी महत्व मिला और कुछ मिशनरियों ने तो स्थानीय भाषाओं के व्याकरण का संग्रहण करना आरंभ कर दिया उन्होंने आकर्षक स्वदेशी भाषा में शब्दकोश लिखना प्रारम्भ कर दिये अपने उद्देश्यों हेतु मिशनरियों द्वारा स्थानीय या स्वदेशी भाषा को इस प्रकार पहचान देने का यह कार्य अद्भुत है और इस संबंध में मैं स्पैनिश पादरियों का विशेष रूप से उल्लेख करूंगी 16वीं शताब्दी में यह कार्य अनेकों अमेरिकी एवं फिलीपीनी भाषाओं पर हुआ इन पादरियों ने धार्मिक पाठ्यसामग्री का अमेरिकी एवं फिलीपीनी भाषाओं में अनुवाद किया उन्होंने व्याकरण भी लिखी एवं शब्दकोश भी लिखा तो उन्होंने विश्व स्तर पर फिलीपीनी भाषाओं को पहचान दिलाने में सहायता की इसके बाद पर्यटकों ने भी अपने हिस्से का कार्य किया उन्होंने अपनी विधि से योगदान दिया व्यापार एवं वाणिज्य के बढ़ावे ने वास्तव में व्याकरण एवं शब्दकोश के संग्रहण को प्रोत्साहन दिया इस व्याकरण एवं शब्दकोश के कारण अधिक भाषाओं को पहचान मिली और अधिक भाषाएँ लोगों के संज्ञान में आयीं तो पर्यटकों ने भाषा को बहुत योगदान दिया व्याकरण एवं शब्दकोश का संग्रहण हुआ सबसे अधिक यदि किसी का योगदान है तो वह है नवचेतना नवचेतना के कारण अनेकों विद्वानों ने अपनी रुचि दिखाई और अपने स्तर पर उन्होंने अपनी भाषा में प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन किया उन्हें संलेखित किया जो साहित्यिक साक्ष्य या जो साहित्यिक पाठ्यसामग्री उनके पास थी उन्होंने उसे पढ़ना आरंभ किया तो यह सब विस्तृत विवरण भाषा विज्ञान के इतिहास के संबंध में था यह तो मात्र एक झलक है इससे भी अधिक है भाषा विज्ञान को यूरोप या पश्चिम के योगदान को समझने के लिए और कुछ देर से मैं अपना रुख करूंगी भारतीय भाषाओं या भारत को एक भाषाई क्षेत्र के रूप में समझने की ओर लेकिन कुछ देर रुककर हम भाषाओं के विभिन्न वर्ग देखेंगे आपको याद होगा मैंने आपको एक चित्र दिखाया था यहाँ इसका स्नैपशॉट है तो यूरोपियन भाषा वर्ग में तीन मुख्य भाषाएँ हैं हमारे पास जर्मेनिक समूह है जिसमें अंग्रेज़ी डच जर्मन डैनिश एवं स्वीडिश भाषाएँ शामिल हैं इसके पश्चात हमारे पास रोमन समूह है जिसमें फ्रेंच इटैलियन एवं स्पैनिश भाषाएँ हैं इसके बाद हमारे पास स्लैविक समूह है जिसमें रूसी पोलिश बोहेमियन एवं सर्बियन भाषाएँ हैं अब प्रश्न उठता है कि क्यों अंग्रेज़ी जर्मन और डच को जर्मेनिक समूह में रखा है फ्रेंच एवं स्पैनिश क्यों रोमन वर्ग में हैं और क्यों रूसी एवं पोलिश स्लैविक वर्ग में हैं तो क्या कारण है कि कुछ भाषाओं को एक ही वर्ग में रखा गया है यह हर उस लिंगुइस्टिक पाठ्यक्रम का उद्देश्य है जो वर्गीकरण की दृष्टि से नियोजित किया गया है तो जर्मेनिक समूह क्या है या फिर रोमन या स्लैविक समूह क्या है आपको आरंभ में ही बता दूँ कि यह समूह के आपस में मॉर्फोलॉजिकल समानता के कारण है तो कभी कभी शब्दों में समान संरचना या समान रूप या समान उच्चारण होता है और इस प्रकार इन भाषाओं में समान ध्वनि उत्पन्न होती है इन भाषाओं को गहन मॉर्फोलॉजिकल समानता के कारण ही समान समूह में रखा गया है मैंने कहा ही है कि यूरोप या पश्चिम ने भाषा विज्ञान के अध्ययन को बहुत बड़ा योगदान दिया है हालांकि दुनिया के ओरियेंटल भाग या पूर्वी क्षेत्र में हमारे पास भारत है और भारत एक ज्ञान मण्डल की तरह उदित हुआ जो भाषा विज्ञान के विश्लेषण के संबंध में यूरोपीय विचारों में एक बडी क्रांति लाया हमारे पास प्राचीन साहित्यिक पाठ्यसामग्री थी संस्कृत में लिखे वेद थे इन सभी ने भाषा अध्ययन के क्षेत्र में अत्यधिक योगदान दिया तो इंडिक परंपरा किस प्रकार आरंभ हुई हमारे पास पाणिनी हैं जिन्हें आधुनिक लिंगुइस्टिक अध्ययन का प्रणेता कहा जाता है और उनकी संस्कृत व्याकरण की रचना को अष्टाध्यायी कहा जाता है मैं इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगी उनका यह कार्य हमें भाषा को सामान्य रूप में एवं इंडिक भाषाओं को विशिष्ट रूप में समझने में बहुत सहायता करता है यूरोपियन विद्वानों ने पाणिनी के संस्कृत के योगदान से बहुत कुछ ग्रहण किया और यदि आप ग्रीक परंपरा की ओर देखें तो यहाँ कुछ जानकारियाँ हैं जिन्हें आप देख सकते हैं प्रोटेगोरा को अंग्रेज़ी में 3 लिंग अलग करने का श्रेय है प्लेटो ने संज्ञा व क्रिया में भेद किया और इनकी परिभाषाएँ भी अलग हैं तो जब प्लेटो संज्ञा एवं क्रिया को परिभाषित करते हैं तो उनकी परिभाषाएँ संज्ञा व क्रिया की परिभाषाओं की सामान्य समझ से भिन्न हैं प्लेटो के लिए संज्ञा वे शब्द हैं जो प्रैडीकेशन के लिए सब्जैक्ट का कार्य करेंगे किंतु सभी संज्ञा शब्द प्रैडीकेशन के सब्जैक्ट नहीं हो सकते कुछ नॉन सब्जैक्ट प्रैडीकेशन भी होते हैं जो संज्ञा होते हैं ऐसे ही क्रिया शब्दों के साथ भी होता है तो प्लेटो के लिए क्रिया वे शब्द हैं जो कार्य का आभास देते हैं समान्यतः क्रिया शब्द कार्य का आभास देते हैं किन्तु सभी क्रिया शब्द कार्य का आभास नहीं देते हैं हमारे पास नॉन ऐक्शन क्रियाएँ भी हैं कुछ कॉप्यूला ऑक्ज़िलरी या हैल्पिंग क्रियाएँ भी हैं जैसे विल शैल इज़ आई ऐम आर ये वास्तव में ऐक्शन सैन्टैरिक क्रियाएँ भी नहीं होतीं कुछ ऐसी भी क्रियाएँ होतीं हैं जो भावनाओं पर आधारित होतीं हैं ये वह क्रियाएँ हैं जो ऐक्शन से संबंधित नहीं है एवं अक्सर इनकी चर्चा भी नहीं होती प्लेटो की यह परिभाषाएँ बाद में बदल गईं किंतु जब आप उस समय की समकालीन समाज की दृष्टि से देखेंगे तो पाएंगे कि भाषा को एक व्यवस्थित अध्ययन मानते हुए एक दर्शन शास्त्री के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि है और ध्यान दें कि संज्ञा एवं क्रिया दोनों दो अलग व्याकरण के वर्ग हैं एवं एक दूसरे से स्वतंत्र हैं ये तार्किक समझ पर आधारित हैं धीरे धीरे इनमें नए व्याकरणीय वर्ग जुड़ते गए जिसमें विशेषण भी एक है यदि शुरू करें तो संज्ञा जुड़ी फिर क्रिया और अंत में विशेषण जुड़े और आज हमारे पास व्याकरण में 5 और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं और ये तो कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताऊँगी यूनानी परंपरा के बारे में मैंने चर्चा की है आपसे प्रोटेगोरा एवं प्लेटो के बारे में हमने शुरुआत की संज्ञा क्रिया ऑब्जेक्टिव्स से फिर हमने जोड़े संयोजक शब्द तो अरिस्टॉटल ने एक अलग वर्ग की पहचान की जो मानव भाषा में उपलब्ध है और वह है संयोजक शब्द उन्होंने संयोजकों को लिंगुइस्टिक शब्दों की सूची में रखा अरिस्टॉटल ने काल का भी वर्गीकरण किया किसी भी मानव भाषा में एक व्यवस्था के रूप में काल का प्राथमिक परिचय अरिस्टॉटल ने ही कराया तो अब तक हमें कितने लिंगुइस्टिक के पद प्राप्त हुए हमारे पास संज्ञा है क्रिया है हमें विशेषण मिले संयोजक मिले और हमारे लिंगुइस्टिक पद में काल भी शामिल हुए फिर हमारे पास कुछ बैरागी दर्शन शास्त्री हैं जिन्होंने अपना पूरा ध्यान भाषा में तर्क को दिया उन्होंने भाषा अध्ययन में स्वतंत्र वर्गों के स्थान पर भाषा के दर्शन पर ध्यान केन्द्रित किया और फिर हमारे पास बैरागियों के पश्चात ऐलैक्ज़ेंड्रीयन विद्वान हैं जिन्होंने क्रिया विशेषण पार्टीसिपेल्स सर्वनाम एवं प्रेपोज़िशन जोड़े भाषा के संपूर्ण अध्ययन ने एक व्यवस्थित रूप लिया और ध्यान दें जो स्लाइड में लाल रंग से दिखाया गया है यह डायोनीसिस थ्रेक्स है जो पश्चिम दुनिया का एक समग्र एवं व्यवस्थित व्याकरणीय विवरण है यह सबसे पहला है जो बहुत अधिक संकलित है एवं सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करता है तो यह सब था यूनानी परंपरा के संबंध में जिसने विषय के रूप में भाषा एवं भाषा विज्ञान को बहुत प्रभावित किया अब हम इंडिक परंपरा की ओर चलेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ यूनानी एवं रोमन है तो हम इसे कह सकते हैं ग्रेको रोमन परंपरा हालांकि इंडिक परंपरा बहुत ही अद्वितीय है यह ग्रेको रोमन परंपरा से न केवल भिन्न है बल्कि यह स्वतंत्र भी है तो जैसा कि मैंने पहले कहा था मैं यहाँ पाणिनी के संबंध में अधिक चर्चा करूंगी ऐसा माना जाता है कि पाणिनी चौथी शताब्दी में थे हालांकि इसमें कुछ विवाद भी है पर हम इसे ऐसा ही लें जैसा है और वे इंडिक भाषा विज्ञान परंपरा के प्रमुख वास्तुकार हैं केवल इंडिक भाषा विज्ञान के लिए ही नहीं बल्कि पाणिनी ने संपूर्ण भाषा विज्ञान परंपरा को अपना योगदान दिया यूनानी परंपरा की तरह ही पाणिनी ने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे प्रिपोज़िशन एवं पार्टिसिपल्स की पहचान की इस खोज ने भाषा विज्ञान में नए आयाम जोड़े यह पाणिनी ही हैं जिन्होंने यह विचार दिया कि भाषा में ध्वनि का अध्ययन भी करना चाहिए हम केवल शब्दों पर मॉरफीम्स पर या वाक्यों पर ही ध्यान केन्द्रित न करें बल्कि ध्वनि को भी ध्यान पूर्वक अध्ययन हेतु उचित स्थान मिलना चाहिए क्योंकि शब्दों की आंतरिक संरचना भी ध्वनि के अध्ययन से ही सुनिश्चित हुई है तो यही कारण है कि क्यों हम पाणिनी को ग्रेको रोमन विद्वानों से उत्तम मानते है और मैं आपको बता दूँ कि चौथी शताब्दी में किये गए इस अध्ययन का विश्व स्तर पर ध्यान पश्चिमी विद्वानों ने ही खींचा तो संस्कृत व्याकरण की यह खोज पश्चिमी विद्वानों द्वारा अग्रेषित की गयी और इसने इंडिक परंपरा के अध्ययन या कहें तो तुलनात्मक भाषा शास्त्र के अध्ययन का रास्ता खोला जब मैं कहती हूँ तुलनात्मक भाषा शास्त्र तब मैं प्राथमिक रूप से किस प्रकार यूनानी परंपरा एवं इंडिक परंपरा की तुलना की जा सके इस बात पर चर्चा करती हूँ हमारे पास अब एक विचार बन चुका है कि किस प्रकार विषय के रूप में ग्रेको रोमन भाषा विज्ञान के लिए कार्य करते हैं आइए अब समझते हैं कि किस प्रकार इंडिक परंपरा कार्य करती है एवं भाषा को सुव्यवस्थित एवं वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन करने में इंडिक परंपरा का क्या योगदान रहा है जब मैं कहती हूँ इंडिक परंपरा तो प्राथमिक रूप से यह होती है हिन्दू परंपरा जहां व्याकरणविदों ने अपनी रुचि संस्कृत की पाण्डुलिपियों में दिखाई जहाँ संस्कृत एक उच्च वर्ग की भाषा के रूप में जानी जाती थी क्योंकि केवल ब्राह्मण ही थे जो संस्कृत को अपनी दैनिक बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग करते थे तो इंडिक परंपरा का अगला योगदान क्या है जो विद्वान संस्कृत के व्याकरण पर कार्य कर रहे थे उन्होंने विवरणात्मक नियमों के गठन का प्रयास किया और उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्वतंत्र एवं एकल भागों की पहचान की इनका अध्ययन पहले से भी बहुत ध्यान पूर्वक किया गया यहाँ यह टाइम लाइन है जो बताती है कि 350 से 250 BC का काल मानव बुद्धिमत्ता के लिए सर्वश्रेष्ठ रहा तो बहुत सारे अद्भुत योगदान रहे जिसने मानव अधिगम एवं मानव ज्ञान को बहुत समृद्ध किया और जैसा कि मैंने कहा था 16वीं एवं 17वीं शताब्दी में संस्कृत का ज्ञान यूरोप में मिशनरी के द्वारा पहुंचाया गया और एक भाषाविद जिन्हें इसका अधिक श्रेय मिलना चाहिए वह हैं सर विलियम जोन्स उन्होंने बताया कि संस्कृत लैटिन एवं यूनानी भाषाएँ समकालीन हैं और यह दावा उस समय का बहुत बड़ा दावा था उन्होंने एक और बहुत बड़ा दावा किया कि तीनों भाषाएँ संस्कृत लैटिन एवं यूनानी समान स्त्रोत से प्रस्फुटित हुई हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है हम उसे प्रोटो भाषा कहते हैं तीनों ही भाषाएँ एक ही वंश की हैं इनकी वंशावली प्रोटो भाषा से शुरू होती है जिसने तीनों भाषाओं के शब्दकोश एवं शाब्दिक व्यवस्था में बहुत योगदान दिया पाणिनी के योगदान या पाणिनी के सिद्धांतों को समझने के लिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊँगी मैं आपको केवल तीन अलग अलग वाक्यांश दूँगी जो पाणिनी के कार्य को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं पहली बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि पाणिनी ने व्यापकता की बात की और जब मैं कहती हूँ व्यापकता तब मेरा आशय आप स्लाइड देख कर समझ सकते हैं कि यह अपनी उन सीमाओं में बंधा है जो इसने स्वयं सुनिश्चित की हैं इसका अर्थ है कि भाषा व्यापक है व्याकरण व्यवस्था व्यापक है आपको केवल व्याकरण समझनी है आपको किसी अन्य उपकरण की आवश्यकता नहीं है इसके विश्लेषण के लिए उन्होंने अनुरूपता अर्थात consistency पर भी बहुत अधिक ज़ोर दिया तो व्याकरण व्यवस्था हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुरूप होती है इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि विभिन्न पार्ट्स ऑफ स्पीच में कोई मतभेद नहीं है जब आप एक पूरा वाक्य बोलते हैं कि मैं विद्यालय जा रहा हूँ तब यह अर्थ के अनुरूप होता है कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसका विश्लेषण किस दिशा में करते हैं मैं विद्यालय जा रहा हूँ इस वाक्य का अर्थ सदैव समान एवं समरूप रहेगा यदि यह संपूर्ण वाक्य है तो आपको इस पर विचार करना होगा इसका समष्टि के रूप में विश्लेषण करना होगा और जब इसका समष्टि के रूप में विश्लेषण होगा तब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आयेगा अंत में तीसरी बिन्दु जिस पर मैं प्रकाश डालना चाहती हूँ वह है इंडिक परंपरा में पाणिनी पद्धति के अंतर्गत व्याकरण में मितव्ययिता पर बल व्याकरण में मितव्ययिता क्या है मानव भाषा की गति सदैव मितव्ययिता की ओर होती है और इसलिए हम बहुत सारे संक्षिप्त पदों का उपयोग करते हैं एवं बहुत सारे चिन्हों का उपयोग करते हैं तो यह तथ्य हमें एक मत प्रदान करता है कि मानव भाषा जिसे हम बिग L भी कहते हैं सदैव मितव्ययिता की ओर गतिमान होती है इस कक्षा में हमने प्रमुखतः कुछ चर्चा की आइए उसे अब समेट लें हमने भाषा एवं भाषा विज्ञान को एक विषय के रूप में लेते हुए इनके इतिहास की चर्चा की किस प्रकार यूनानियों ने इसका अध्ययन किया किस प्रकार रोमन ने इसका अध्ययन किया और किस प्रकार ग्रेको रोमन परंपरा का एक निरंतर सबल साहसिक विषय के रूप में उद्दभव हुआ जिसने भाषा को मुख्य पटल पर रखा फिर दुनिया के दूसरे भाग में हमारे पास इंडिक परंपरा है जहां पाणिनी ने भाषा के अध्ययन हेतु बहुत विशाल योगदान दिया पाणिनी का प्रमुख योगदान क्या था वे प्रमुखता से ध्वनि व्यवस्था को प्रकाश में लाये जिसका पहले कभी इतना ध्यान पूर्वक अध्ययन किया ही नहीं गया था हालांकि पाणिनी के कार्य को पहचान पश्चिम के विद्वानों के द्वारा ही मिली जब तक विलियम जोन्स एवं अन्य विद्वानों ने भाषा विज्ञान एवं भाषा के अध्ययन से संबंधित चुनौतियों पर कार्य नहीं किया तब तक विश्व को पाणिनी के कार्य का भी महत्व पता नहीं चला किंतु एक बार जब इसकी फिर से खोज हुई या जब इसे अग्रस्थान पर रखा गया तब से अनेकों दावे किए गए इसी कारण हमें यह दावा मिला कि लैटिन एवं संस्कृत एक ही भाषा से प्रस्फुटित हुईं जिसे हम प्रोटोभाषा कहते है इस प्रकार के साहसिक एवं दृड़ कथन ने भाषा विज्ञान में शोध के कई नए द्वार खोले मैं कह सकती हूँ कि इनमें से सभी लिंगुइस्टिक वर्गीकरण के भाग हैं जब मैं इस पाठ्यक्रम को वर्गीकरण की दृष्टि से देखती हूँ तो मुझे आपको बताना चाहिए कि कौन कौन सी विभिन्न भाषाएँ यहाँ उपलब्ध हैं और किस प्रकार आप निर्णय लेंगे कि कौन सी भाषा किस वर्ग में आएगी तो यही कारण है कि हमें भाषा विज्ञान को ही केवल विषय के रूप में ही नहीं अपनाना चाहिए बल्कि वर्गीकरण को भी एक उपकरण के रूप में अपनाना चाहिए हम भाषा एवं भाषा विज्ञान से संबंधित चुनौतियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं अगले सत्र में मैं चर्चा करूंगी हिन्द यूरोपियन परंपरा की धन्यवाद